तो इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने जो देखा है हमने देखा है कि कैसे हम MOSFET के लिए प्रक्रिया प्रवाह को सही तरीके से डिजाइन कर सकते हैं और मुझे आशा है कि आपने वह व्याख्यान देखा है और यदि आपको एक MOSFET दिया जाता है तो अब आपको एक मूल विचार है और यदि आपको MOSFET निर्माण के लिए प्रक्रिया प्रवाह को डिजाइन करने के लिए कहा जाता है तो आप कम से कम डिजाइन तैयार कर सकते हैं या प्रक्रिया कर सकते हैं और पहले के व्याख्यान के साथ अब आप कम से कम कई उपकरणों के लिए प्रक्रिया प्रवाह को डिजाइन करने में सक्षम हैं यह एक बस सेंसर हो सकता है यह एक गैस सेंसर हो सकता है उसी तरह यह एक माइक्रो हीटर हो सकता है तो प्रक्रिया प्रवाह और विशेष प्रक्रिया प्रवाह के लिए सही नुस्खा जानने के बाद चीजें बहुत आसान हो जाती हैं अब इस मॉड्यूल में हम आगे देखते हैं कि कैसे हम एक MOSFET की विशेषताओं को समझ सकते हैं और कैसे एक MOSFET को वर्तमान दर्पण current mirrorscenario के रूप में लागू कर सकते हैं जिसे हम देख रहे होंगे इसलिए यदि आप स्क्रीन पर वापस आते हैं तो आप जो देखते हैं वह MOSFET है जिसे हमने पहले से ही इस स्कीमैटिक रूप में देखा है जो कि आपका n चैनल एन्हांसमेंट टाइप संरचना है और हम पहले से ही एन चैनल एनहांसमेंट टाइप स्ट्रक्चर को जानते हैं क्योंकि पी टाइप सब्सट्रेट राइट सब्सट्रेट है और फिर आपके पास सोर्स है आपके पास ड्रेन है यह इस तरह हो सकता है कि यह एक अलग तरीके से भी हो सकता है यही बात मायने नहीं रखती है क्या आप इस सोर्स पर विचार करते हैं आप इस ड्रेन पर विचार करते हैं जो मायने नहीं रखता तो इसका सोर्स है ड्रेन है गेट है और फिर हमें यह समझना होगा कि यह MOSFET कैसे काम करेगा तो हम MOSFET के निर्माण कार्य को समझें हम जानते हैं कि सक्रिय डिवाइस क्या हैं सक्रिय डिवाइस इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं और अंततः उदाहरण के लिए BJT JFET MOSFETs ये सभी सक्रिय डिवाइस निष्क्रिय डिवाइस हैं धाराओं के प्रवाह और या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और ये डायोड कैपेसिटर सही हैं इसलिए ये निष्क्रिय उपकरणों के उदाहरण हैं जब हमने MOSFET के बारे में चर्चा की आम तौर पर MOSFET को 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है एक है आपका डेक्रेमेंट टाइप MOSFET दूसरा एक है आपका एनहांसमेंट टाइप MOSFET और फिर जब हम डिप्लेशन टाइप MOSFET के बारे में बात करते हैं तो हम आगे समझते हैं कि एक n चैनल डिप्लेशन टाइप है p चैनल डिप्लेशन टाइप एन चैनल एन्हांसमेंट टाइप है पी चैनल एनहांसमेंट टाइप है अब जब हम डिप्लेशन टाइप MOSFET के बारे में बात करते हैं तो चैनल पहले से ही शुरुआत में है जब आप एन्हांसमेंट टाइप MOSFET के बारे में बात करते हैं तो सोर्स और ड्रेन के बीच कोई चैनल नहीं है अब इसका क्या मतलब है हमने इस संरचना को क्या देखा है यह संरचना है एक चैनल है कोई चैनल नहीं है तो यह आपका एन्हांसमेंट टाइप MOSFET है लेकिन अगर सोर्स और ड्रेन के बीच पहले से मौजूद चैनल है अगर सोर्स और ड्रेन के बीच एक चैनल मौजूद है तो यह एक घटिया टाइप MOSFET है तो शुरू से ही गेट से गेट तक बिना सोर्स वोल्टेज के बिना किसी सोर्स के ड्रेन से ड्रेन को अप्लाई किए बिना अगर शुरुआत में कोई चैनल है तो उसकी कमी हो सकती है अगर नहीं है तो चैनल यह आपके एन्हांसमेंट टाइप है तो इन बातों को याद रखें ये बातें याद रखें आप पहले से ही जानते हैं कि यह प्रतीक घटता टाइप n चैनल decrement टाइप p चैनल डेक्रेमेंट टाइप टाइप एन्हांसमेंट टाइप n चैनल संवर्द्धन और डेक्रेमेंट टाइप टाइप के लिए है अब यहाँ मूल अंतर यह है कि यदि आप देखते हैं तो ये नाले गेट n से जुड़े नहीं हैं इसका मतलब है कि एक चैनल नहीं है चैनल चैनल में कमी नहीं है और एन्हांसमेंट में चैनल पहले से मौजूद है तो यह समझने का आसान तरीका है कि एन्हांसमेंट टाइप या डेक्रेमेंट टाइप क्या है जब आपको ट्रांजिस्टर के लिए यह प्रतीक दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या सोर्स की तरह एक ब्रेक है और गेट सोर्स हैं और ड्रेन कनेक्ट नहीं है सोर्स और ड्रेन जुड़ा नहीं है यह आपके एन्हांसमेंट टाइप है सोर्स और ड्रेन इस विशेष फैशन में जुड़ा हुआ है जिसे आप यहीं देख सकते हैं तो यह आपका डेक्रेमेंट टाइप बन जाता है क्योंकि चैनल डेक्रेमेंट टाइप में मौजूद है चैनल एन्हांसमेंट टाइप में अनुपस्थित है यह MOSFET के टाइप को समझने या पहचानने का एक और तरीका है अब आप सब्सट्रेट बॉडी को देखते हैं सही सब्सट्रेट बॉडी पी टाइप है और अगर मैं प्रसारित करता हूं या अगर मैं एन चैनल को पी टाइप में डोप करता हूं तो यह मेरा सोर्स और ड्रेन बन जाता है और क्योंकि a p है क्योंकि वहाँ एक निर्माण होगा इस कमी क्षेत्र में कमी क्षेत्र का निर्माण होगा जैसा कि हम स्लाइड पर स्कीमैटिक से देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आधार के लिए एक कनेक्शन है या सब्सट्रेट के लिए जुड़ा हुआ है ड्रेन के लिए सोर्स कनेक्शन के लिए सब्सट्रेट कनेक्शन के लिए आधार कनेक्शन के लिए कनेक्शन है अब यह सब्सट्रेट P टाइप सोर्स और ड्रेन n टाइप है तो यह n चैनल और सब्सट्रेट n टाइप राइट सोर्स है और ड्रेन P टाइप के हैं इसका क्या मतलब है यदि मेरा सब्सट्रेट मेरा सिलिकॉन सही है तो मेरा सिलिकॉन होगा यदि मेरा सिलिकॉन P टाइप है तो मेरा सोर्स और मेरा ड्रेन ये दोनों n टाइप हैं यदि मेरा चैनल n टाइप है तो हम कहें कि मेरा सब्सट्रेट n टाइप है मेरा सोर्स है और ड्रेन P टाइप है जो इसे समझने का एक और तरीका है तो देखें n टाइप और P टाइप मैं बात कर रहा हूं सब्सट्रेट के बारे में तब के बारे में बात नहीं कर रहा है चैनल MOSFET और अब एन्हांसमेंट टाइप MOSFET के लिए अलग है अगर मैं एन्हांसमेंट टाइप MOSFET के बारे में बात करता हूं आइए हम देखें कि एन्हांसमेंट टाइप MOSFET कैसा दिखता है तो जो हम यहां देख रहे हैं वह आप यहां देख रहे हैं कि यह सब्सट्रेट है सब्सट्रेट P टाइप सही है इसका मतलब है कि बहुसंख्यक वाहक सही अल्पसंख्यक वाहक हैं जो इलेक्ट्रॉन हैं मोबाइल चार्ज वाहक हाथों में हैं यही कारण है कि चार्ज न्यूट्रलिटी बनाए रखा जाएगा क्या है कि पी टाइप के बहुमत छेद हैं और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन हैं अब मोबाइल चार्ज के लिए वाहक मोबाइल आयनों के बराबर है इसका मतलब है हमारी चार्ज न्यूट्रलिटी सही बनी रहेगी अब आपके पास सोर्स है आपके पास ड्रेन है आपके पास सोर्स के लिए कनेक्शन है आपके पास ड्रेन के लिए कनेक्शन है आपके पास एक गेट के लिए कनेक्शन है जो आपके पास आपके आधार या सब्सट्रेट के लिए कनेक्शन है और आप यहां देख सकते हैं कि गेट ऑक्साइड केवल 100 नैनोमीटर 1000 एंग्स्ट्रॉम है इसलिए यहां गेट ऑक्साइड बेहद पतला है यह आपकी एन्हांसमेंट टाइप का MOSFET है क्योंकि आप किसी भी चैनल को अपने सोर्स के बीच में मौजूद किसी भी चैनल को नहीं देख सकते हैं और आपके सोर्स और ड्रेन के बीच कोई चैनल आसान नहीं है तो हम अगली स्लाइड पर जाते हैं अब जो कुछ मैंने आपको पहले बताया है वही है एन्हांसमेंट टाइप ट्रांजिस्टर फिर देखें कि एन्हांसमेंट टाइप ट्रांजिस्टर कैसा दिखता है कैसे घटता टाइप ट्रांजिस्टर दिखता है कैसे एनहांसमेंट टाइप पी मॉस ट्रांजिस्टर जैसा दिखता है कैसे डिप्लीशन टाइप पी मॉस ट्रांजिस्टर जैसा दिखता है और फिर हम पूरक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर भी देखेंगे तो चलिए पहले एन्हांसमेंट टाइप n mos ट्रांजिस्टर के बारे में बात करते हैं इसलिए यदि आप इस विशेष स्कीमैटिक को देखते हैं तो यह क्या दिखाता है यह दर्शाता है कि आपके पास एक सब्सट्रेट है और वेफर का टाइप पी टाइप है जिसमें आपने एन चैनल सोर्स और ड्रेन सही फैलाया है और फिर आपके पास ऑक्साइड के एक टिंडर द्वारा अलग किया गया गेट है और गेट एक मेटल सही है तो अब क्या होगा यहां एक मेटल है इस क्षेत्र में चालन है और यह आपका ऑक्साइड है ठीक यह आपका ऑक्साइड है इसका मतलब है ऐसा लगता है कि आपके पास एक इन्सुलेट सामग्री द्वारा अलग किए गए 2 संवाहक प्लेट हैं और यह इन्सुलेट सामग्री आपके सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ऐसा लगता है कि जब हम इस विशेष आकृति को एक बार देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यदि आप गेट को सही से देखते हैं और यदि आप इस शरीर को देखते हैं और यदि आप देखते हैं कि यह ऑक्साइड दिखता है तो डाईलेक्ट्रिक् मटेरियल द्वारा अलग किए गए 2 संवाहक प्लेटें हैं इसलिए जब आपके पास डाईलेक्ट्रिक् मटेरियल से अलग 2 संवाहक प्लेट होती है तो यह आपके संधारित्र बन जाता है यही एक संधारित्र की परिभाषा है तो इस विशेष मामले में आप प्रभारी वाहक देखते हैं यदि मैं VGS लागू करता हूं इसका मतलब है इस तरह से और नकारात्मक गेट सकारात्मक लागू करें गेट सकारात्मक सोर्स नकारात्मक है फिर इस मामले में मेरा द्वार सकारात्मक होगा सोर्स नकारात्मक होगा और मैं इस बात को सोर्स से जोड़ रहा हूं फिर से मुझे बस यहां लिखने दें तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मेरा सोर्स नकारात्मक है गेट को सकारात्मक रूप से लागू करने का सोर्स गेट गेट से सोर्स वोल्टेज या सोर्स से गेट वोल्टेज है और मैं अपने सब्सट्रेट को सोर्स से जोड़ रहा हूं इस मामले में यह कनेक्शन होगा जिसमें मैं देख सकता हूं कि एक सकारात्मक चार्ज है एक नकारात्मक चार्ज नकारात्मक चार्ज यह यहां कैसे आता है क्योंकि जब मैं यहां सकारात्मक चार्ज लागू करता हूं तो P प्रकार से अल्पसंख्यक वाहक P प्रकार से अल्पसंख्यक वाहक जो इलेक्ट्रान होते हैं यहां द्वार की ओर आएंगे यह गेट की ओर आकर्षित हो जाएगा क्योंकि सब्सट्रेट के संबंध में गेट धनात्मक होता है और सब्सट्रेट गेट के संबंध में पॉजिटिव वोल्टेज होता है इसलिए यह है कि नेगेटिव चार्ज यहां की तरह होंगे और चैनल का गठन होगा तो चैनल का गठन होगा अब एक सवाल है सब्सट्रेट में जमा होने वाले नकारात्मक चार्जेस सब्सट्रेट को कैसे जमा करते हैं क्योंकि आप यहां देखते हैं हमने यहां एक विस्तृत समझ दी है आप यहां विस्तार से समझ VGS देख सकते हैं जब आप नकारात्मक मोबाइल आयनों को उजागर करने पर बढ़ते हैं तो यहां मौजूद इलेक्ट्रॉनों के शरीर के दाईं ओर के छिद्रों को धकेलने से जगह बनती है हम जगह लेंगे सही ऋणात्मक मोबाइल आयन यहां इलेक्ट्रॉन होते हैं जो शरीर के पास छिद्रों को धक्का देते हैं इस मामले में शुरू में इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड के पास जमा होते हैं आप इलेक्ट्रॉनों को ऑक्साइड के पास जमा होते हुए देख सकते हैं जब आपका VGS बढ़ रहा है इसका मतलब है आपके इलेक्ट्रॉनों के सोर्स की तुलना में आपका गेट अधिक सकारात्मक है जो कि नकारात्मक मोबाइल आयन गेट की ओर जमा करना शुरू कर देगा ये अल्पसंख्यक चार्ज वाहक हैं ये आपके अल्पसंख्यक चार्ज वाहक हैं अब बाद में VGS अगर हम बढ़ाते हैं अगर हम VGS बढ़ाते रहते हैं तो यह नकारात्मक मोबाइल आयनों को उजागर करने का कारण बनता है जो चैनल बनाता है अंत में यह चैनल बनाता है अगर मैं VGS को बढ़ाता हूं तो यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे और फिर यह मेरे सोर्स और मेरी ड्रेन के बीच एक चैनल बनाएगा और जब हम चैनल को बुलाएंगे तो एक गठन होगा जब मेरा VGS मैं गेट को सोर्स वोल्टेज VGS में बढ़ाता रहता हूं यह प्रक्रिया जब चैनल VGS को बढ़ाने पर बनाई जाती है तो इस प्रक्रिया को उलटा कहा जाता है हमने यह सब अध्ययन किया है यदि ऐसा नहीं है तो क्या इस प्रक्रिया को उलटा कहा जाता है अब आगे देखते हैं अब VGS 0 से अधिक है इसका मतलब है व्युत्क्रम सोर्स के बीच प्रवाहकीय चैनल रूप हैं और ड्रेन सही है यह प्रवाहकीय चैनल सोर्स और ड्रेन के बीच बनता है जैसा कि आप देख सकते हैं और इस मामले में जब VGS की जगह VGSS या VGB का उपयोग किया जाता है तो हम हमेशा VGS का उपयोग कर रहे हैं हम VGSS का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां सब्सट्रेट दिखता है यहां सोर्स है और हमने सब्सट्रेट और सोर्स को इस तरह से जोड़ा है कि हम नकारात्मक को गेट पॉजिटिव के सोर्स पर लागू करते हैं लेकिन हम हमेशा कहते हैं VGS हम VGSS या VGB कभी नहीं कहते हैं क्योंकि सोर्स और सब्सट्रेट आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं इसे यहां दोहरा रहा हूं सोर्स और सबस्ट्रेट्स आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं यही कारण है कि आपको केवल 3 टर्मिनलों के साथ MOSFET IC मिलेंगे केवल 3 टर्मिनल सोर्स गेट और ड्रेन ओके तो जब इसका मतलब है कि VGS चैनल गेट बढ़ाता है तो सही भी बढ़ता है अगर मैं VGS बढ़ाता रहूं तो मेरे चैनल की चौड़ाई भी सही बढ़ती रहेगी इसलिए जब VGS को विशेष वोल्टेज से अधिक बढ़ाया जाता है तो मेरी करंट ID तब पर्याप्त होती है जब मेरा VGS विशेष वोल्टेज से अधिक होता है तो क्या होगा ड्रेन के प्रवाह के पर्याप्त प्रवाह का पर्याप्त प्रवाह होगा क्यों क्योंकि अब सोर्स से मेरे इलेक्ट्रॉन यहां चैनल का उपयोग करके ड्रेन तक नहीं पहुंच सकते हैं तो करंट ID का प्रवाह हो सकता है तो यह विशेष वोल्टेज ठीक ऊपर जिसके ऊपर जब VGS पहुंचता है तो आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहा जाता है तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज VGS को हमेशा इस विशेष मामले में पार करना चाहिए हम n चैनल MOSFETs n चैनल एन्हांसमेंट टाइप MOSFETs के बारे में बात कर रहे हैं जब VGS थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अधिक बढ़ जाता है तो केवल मैं देख पाऊंगा कि पर्याप्त प्रवाह है ड्रेन आसान तो आइए देखें कि VT क्या है VT आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वोल्टेज जो सोर्स से ड्रेन तक प्रवाह करने के लिए करंट की महत्वपूर्ण मात्रा में परिणाम करता है यह जो हमने देखा है कि एक न्यूनतम वोल्टेज है जिसे VGS को पार करना है ताकि हम देख सकें कि सोर्स से पर्याप्त मात्रा में धारा प्रवाहित हो रही है और यह आपकी करंट ID है अब अगर मेरे पास VTS VT से अधिक है तो क्या होगा इस मामले में मेरी आईडी बढ़ती रहेगी यहाँ मामला यह है कि आप देखते हैं कि सोर्स के संबंध में VDS ड्रेन सकारात्मक है तो क्या होगा जब सोर्स निकास के संबंध में मेरा गेट सकारात्मक है सोर्स के संबंध में सकारात्मक है तो ड्रेन इस सोर्स से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना शुरू कर देगी लेकिन इससे पहले कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के निर्माण से पहले कोई चैनल हो सकता है लेकिन क्योंकि गेट सकारात्मक वोल्टेज पर उस सोर्स की तुलना में है जिसके कारण चैनल का निर्माण होता है और चैनल के इस गठन से सोर्स से इलेक्ट्रॉन को एक ड्रेन करंट आईडी में ड्रेन बनाने की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी इसलिए जैसा कि मैं VGS बढ़ाता रहता हूं मेरी आईडी बढ़ती रहेगी इसलिए एक और कारण यह है कि हमें इस सोर्स को सब्सट्रेट करने के लिए कनेक्ट करना था आंतरिक रूप से सब्सट्रेट से कनेक्ट करने के कारण क्या है इसलिए सोर्स और सब्सट्रेट को जोड़ने का एक और कारण कई पूर्वाग्रह क्षमता से बचने के लिए है कि अगर मैं लागू नहीं करता हूं इसलिए अगर मैं आंतरिक रूप से सोर्स को सब्सट्रेट से कनेक्ट नहीं करता हूं तो मैं एक पूर्वाग्रह क्षमता लागू करता हूं तो इससे बचने के लिए इसलिए मैं जिन कई पूर्वाग्रह संभावनाओं का उपयोग कर रहा हूं मैं उन्हें लागू नहीं कर रहा हूं मैं आंतरिक रूप से सोर्स को कनेक्ट कर रहा हूं और सब ठीक कर रहा हूं या आप देख सकते हैं कि जब आपके पास IC है तो सोर्स और सबस्ट्रेट्स आंतरिक रूप से बहुत से पूर्वाग्रह संभावित से बचने के लिए जुड़े हुए हैं अगला है अगर हमें वोल्टेज VDS का प्रभाव कम होता है डेक्रेमेंट परत पर तो इस डिप्लेशन टाइप लेयर पर वोल्टेज VDS का प्रभाव क्या होगा इसके बारे में VGD सही पता लगाता है क्योंकि हमें यह समझना था कि गेट और ड्रेन के बीच विकसित होने वाले वोल्टेज में क्या अंतर है जब हमें वोल्टेज VDS का प्रभाव खोजना था इसलिए यदि मैं डिप्लेशन लेयर पर वोल्टेज VDS के प्रभाव को ढूंढना चाहता हूं तो मुझे यह पता लगाना होगा कि पूरे गेट पर वोल्टेज क्या है और इसे सही से ड्रेन दें इसलिए यदि मैं इस उदाहरण को लेता हूं तो अगर मैं इस योजना को लेता हूं जो आप लोगों के सामने है और मैं इस VGD को ढूंढना चाहता हूं तो मुझे किरचॉफ्स वोल्टेज सिद्धांत Kirchoffs Voltage Law का उपयोग करना पड़ा जब मैं किरचॉफ्स वोल्टेज विधि का उपयोग करता हूं तो क्या होगा तो हम यहां से VG जाते हैं फिर हम इस 1 VGS पर जाते हैं फिर हम यहां जाते हैं इस दिशा में यहां से सभी इसी रास्ते से जाते हैं इसलिए VG VGS VDS VD अगर मैं हमारे पास मौजूद शब्द को पुनर्व्यवस्थित करता हूं VG VD VGS VDS सही तरीका है इसका मतलब है कुछ भी नहीं लेकिन गेट और ड्रेन के पार मेरा वोल्टेज यही कारण है कि मैं VGD और VDS के बीच संबंध पा सकता हूं यही है VGD VGS VDS यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने ठीक पाया है अब मैं 3 अलग अलग मामलों पर विचार करना चाहता हूं आइए हम पहला मामला पहले मामला देखें जब आप इस मामले में VDS 0 वोल्ट के मामले पर विचार करें VGD VGS VDS हमने यहां समीकरण एक से पाया है VGD VGS VDS लेकिन यहाँ मेरा VDS एक मामले में VDS 0 वोल्ट है तो मैं लिख सकता हूं VGD VGS क्योंकि मेरा VDS 0 वोल्ट इसका मतलब है कमी क्षेत्र की चौड़ाई एक समान सही होगी अब अगर मेरे पास है VT 1 volt VGS 2 volt VGD तो एक अतिरिक्त वोल्टेज कुछ भी नहीं होगा लेकिन चैनल की चौड़ाई अतिरिक्त वोल्टेज VGS VT 2 - 1 1 volt देखिए क्या हालत है यहां यहां स्थिति यह है कि अगर मेरे पास VT 1 वोल्ट है और अगर मेरे पास एक VGS 2 volt इसी तरह अगर मेरे पास VGS 3 वोल्ट है तो इस मामले में VT 1 वोल्ट मेरे अतिरिक्त वोल्टेज 2 वोल्ट और चैनल की मेरी चौड़ाई सही होगी तो प्रकरण एक जिसे हमने VDS 0 वोल्ट माना है हम प्रकरण नंबर 2 देखते हैं यह VDS t 0 वोल्ट है उस स्थिति में क्या होगा और VDS 0 वोल्ट न केवल यह 0 के बराबर नहीं है यह 0 से अधिक है तो इस मामले में VGD यह समीकरण फिर से समीकरण नंबर एक है यह एक इस समीकरण का उपयोग करता है इस मामले में चूंकि VDS बढ़ जाता है क्योंकि VDS 0 VGD वोल्ट में कमी होती है अगर VDS बढ़ता है तो VGD कम हो जाता है और यह VGD कम हो जाता है जिसका अर्थ है कि ड्रेन गेट से अधिक सकारात्मक हो रही है यदि ड्रेन गेट की तुलना में अधिक सकारात्मक हो रही है तो कमी क्षेत्र एक समान आसान नहीं होगा फिर से देखते हैं हमें इस स्थिति को देखते हैं तुम्हारे पास ये हैं VGD VGS VDS लेकिन अगर मैं VDS बढ़ाता रहूं मेरा VGD सही घटता रहेगा आसान अब अगर VGD घटता रहता है इसका मतलब है मेरा चैनल ड्रेन बन रहा है सकारात्मक VDS अधिक सकारात्मक हो रहा है और VGD इतना नीचे जा रहा है इसका मतलब है ड्रेन है क्योंकि VGD कुछ भी नहीं है लेकिन VGD VG VD अगर मेरा VGD नीचे जा रहा है इसका मतलब है कि मेरी ड्रेन वोल्टेज गेट से अधिक सकारात्मक हो रही है इस मामले में कमी क्षेत्र एक समान नहीं है आइए हम विचार करें कि प्रकरण संख्या 3 इस मामले में हम जो देखते हैं वही देखते हैं VDS VGS VC अब इस मामले में यह एक और मामला है VGS VGS VD फिर हमारे पास यह सूत्र फिर से समीकरण संख्या एक है जो था VGD VGS VDS क्योंकि VDS का स्थानापन्न मूल्य जो यहाँ पर सही है तो मेरे पास है VGD VGS VGS VD इसलिए VGD VD और यह थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर कुछ भी नहीं है इसका मतलब है चैनल की चौड़ाई संकरी हो जाएगी और ऐसा केवल ड्रेन के सही होने के पास होता है आपने जो समझा वह इस समीकरण से है कि अगर मैं इस विशेष मामले पर विचार करता हूं तो मेरे पास तब है VDG VT और इस मामले में क्या होगा क्योंकि मेरा VDG VT चैनल की चौड़ाई संकीर्ण हो जाएगा और यह ड्रेन के पास होगा और आप देख सकते हैं कि ड्रेन के पास चैनल की चौड़ाई संकीर्ण हो जाएगी जब यह संकरा हो जाएगा इसका मतलब है कि मेरा वोल्ट मेरे करंट स्थिर है और इस विशेष वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज कहा जाता है मानो मैं पिंच ऑफ काट रहा हूं जब आप कुछ पिंच ऑफ लेते हैं तो यह प्रवाह को वहीं रोक देता है तो ऐसा लग रहा है कि हमने बढ़ने की दिशा में पिंच ऑफ ली है कभी कभी एक पिंच ऑफ बंद वोल्टेज की आवश्यकता होती है और यह संतृप्त होने लगती है तो इसे VD संतृप्ति भी कहा जाता है राइट वोल्टेज को VD संतृप्ति या VD सेट भी कहा जाता है तो VD सेट कब होगा VD सेट तब होगा जब आप स्थिति तक पहुँचते हैं VDS को VGS VG की आवश्यकता होती है इसलिए हमने 3 अलग अलग मामलों को देखा है एक प्रकरण VDS 0 था दूसरा मामला VDS and 0 और VDS 0 था तीसरा मामला VDS VGS VD है अब अगर मैं यह समझना चाहता हूं कि एक एन्हांसमेंट टाइप की ड्रेन और हस्तांतरण विशेषताएँ क्या है MOSFET मैं समझना चाहता हूं कि एक एन्हांसमेंट टाइप MOSFET की ड्रेन और ट्रांसफर विशेषताएँ क्या हैं आइए हम देखते हैं अब हम जानते हैं कि आउटपुट वोल्टेज है VDS आउटपुट करंट ID है और कंट्रोल वैरिएबल VGS है क्योंकि अगर मैं VGS को बढ़ाता रहता हूं तो मेरा करंट बढ़ता है इसलिए कंट्रोल वैरिएबल मेरा VGS है अब ड्रेन की विशेषता VGS के विभिन्न स्तरों के लिए ID बनाम VDS है जिसे हमें देखना होगा अब VT और स्थिर मूल्य k पहले से ही दिया गया है इसका मतलब है कि हम पहले से ही जानते हैं कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज का मूल्य क्या है पहले से ही है अब हमें जो करना था वह विभिन्न मामलों पर विचार करना है पहला मामला यह है कि VGS VT जब आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड से अधिक होता है वोल्टेज क्या होगा प्रभावी v प्रभावी कुछ भी नहीं है लेकिन VGS VT करंट हम जानते हैं कि VDS 0 का तात्पर्य करंट समान 0 से है जब हमने VDS 0 लागू किया था इसका मतलब है कि अगर मैं यहां 0 वोल्टेज लागू नहीं करता हूं तो आप यहां कुछ भी लागू नहीं करते हैं आप बाईं ओर दाईं ओर देखते हैं तो करंट 0 होगा यह सही प्रवाह नहीं होगा यदि मैं VDS बढ़ाता हूं तो मेरा करंट सही बढ़ाना शुरू हो जाएगा तो और यह एक वोल्टेज तक बढ़ जाएगा जो कि मेरी पिंच ऑफ वोल्टेज है जिसे हमने पहले ही देख लिया था और मेरा करंट निरंतर चालू हो जाएगा निरंतर बनें वोल्टेज बंद करना कुछ भी नहीं है लेकिन मेरा VD संतृप्ति यह आसान है प्रकरण एक VGS VT प्रभावी VGS VT VDS 0 ID 0 VDS बढ़ जाती है ID बढ़ जाती है और VDS VD संतृप्ति कि मेरी पिंच ऑफ बंद है वोल्टेज इस विशेष स्थिति में अगर मेरा VD संतृप्ति VDS VGS VT है तो क्या होगा जो हमें ठीक दिखाई देगा इस प्रकार यदि मैं इस विशेष सर्किट के लिए किरचॉफ वोल्टेज सिद्धांत लागू करता हूं तो मेरे पास क्या होगा VDS हम यहाँ से शुरू करते हैं VDS और इस तरह से दिशा में इसलिए VDS VGD VGS 0 इसका मतलब VGD VGS VDS है यह पिंच ऑफ वोल्टेज में पिंच ऑफ में ठीक इसी तरह की स्थिति है VDS VGS VT हम जानते हैं कि VGS VT को पिंच ऑफ में बंद करना सही है तो ड्रेन और सोर्स VDS VGS VT में मेरे वोल्टेज को पिंच ऑफ में बंद कर दें तो मेरी पिंच ऑफ बंद हो जाएगी इस विशेष स्थिति में मुझे VGD के बराबर होता है तो मुझे इस विशेष समीकरण में इस मूल्य को प्रतिस्थापित करना होगा तो VGD VGS VGS VT यह VGD कुछ भी नहीं है लेकिन मेरी थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT है इसलिए चैनल की चौड़ाई ऐसी लगती है कि यह 0 तक पहुंच गया है चैनल की चौड़ाई कम हो जाती है तो यहां से यह घटता चला जाएगा और फिर यह यहां तक पहुंच जाएगा आप बाईं ओर यहां क्या देख सकते हैं मैंने क्या खींचा है आप सही देखते हैं कि ऐसा लगता है कि यह 0 के करीब है और इसीलिए आईडी संतृप्ति होगी अब आप VD VGS VT देखते हैं जो हम जानते हैं इसलिए अगर मैं आवेदन करता हूं कि मैं अपना VDS बढ़ाता रहूं तो मैं अपनी ID में परिवर्तन देख सकता हूं मैं अपने VDS को बढ़ाता रहता हूं आप फिर से अपनी आईडी में बदलाव देख सकते हैं लेकिन यह उस तक नहीं पहुंच सकता है जिसे मेरे VGS पर निर्भर रहना पड़ता है तो मेरे पास है VGS1 VGS2 VGS3 2 VGS थ्रेशोल्ड के बराबर है तो इस मूल्य से ऊपर जहां VGS से अधिक है थ्रेशोल्ड मान VT नीचे दिए गए मान के ऊपर जहां VGS VT और साथ ही VGS VT मेरा करंट बहना शुरू हो सकता है हमने इसे पहली स्लाइड में देखा है इसका मतलब है पर बढ़ते वोल्टेज मैं करंट में या VGS के आधार पर बढ़ते हुए परिवर्तन देख सकता हूं हम आवेदन कर रहे हैं इसलिए अगर मैं अपना VGS बढ़ाता रहूं तो हम जितना कर सकते हैं उतना अधिक करंट देख पाएंगे प्राप्त करें और यह विशेष क्षेत्र आप देखेंगे कि एक संतृप्ति या पिंच ऑफ बंद क्षेत्र है सही इसलिए यदि आप VD संतृप्ति को बढ़ाते रहते हैं अगर मैं इस VD संतृप्ति को बढ़ाता रहूं तो यह टूटने का कारण होगा VGS के एक विशेष मूल्य के लिए हमें कुछ निरंतर x सही कहना है कि हमारे पास VDS है जो हमारे पास आईडी है इसलिए अगर मैं VDS बढ़ाता रहूं तो जो मैं देखूंगा वह यह है कि मेरा करंट बढ़ता जा रहा है यह है VDS यह ID है अगर मैं अपना VDS बढ़ाता रहूँ अगर मैं अपना VDS बढ़ाता रहूँ तो जो मैं देखूँगा वह करंट में बदलाव को गेट फ्लो वोल्टेज के आधार पर देखेगा और फिर यह VGS को संतृप्त करता रहेगा यह यहाँ तक पहुँच जाएगा फिर भी मैं VDS बढ़ाता रहूँगा फिर भी मैं VDS बढ़ाता रहूँगा फिर अचानक आप देखेंगे कि यह टूटने लगा है यह अचानक चालू होता है और यह मेरी टूटने की स्थिति ठीक है और मेरे MOSFET को नुकसान हो सकता है तो हम जो समझते हैं वह यह है कि एक निरंतर VGS के लिए हम VDS लागू कर सकते हैं लेकिन आप VDS के कुछ निश्चित वोल्टेज से अधिक देखते हैं हम ब्रेकडाउन प्रभाव देख सकते हैं तो अब हम एक और मामला देखते हैं हमने पहला मामला देखा है जहां हमने माना है कि हमने कहां माना है कि VGS VT आइए हम दूसरे मामले पर विचार करें जहां VGS2 VGS1 से कम है VGS2 जो कि एक VGS2 इस लाल रंग को यहां प्रस्तुत करता है यह रेखा जो भूरे रंग या लाल रंग द्वारा दिखाई जाती है VGS2 है और यह रेखा आपकी VGS1 है तो इस मामले पर विचार करें VGS2 VGS1 से कम है अगर मैं चैनल चौड़ाई बढ़ाता हूं तो इसका मतलब है चैनल और VGS चैनल चौड़ाई सही है चालकता बढ़ जाएगी या मेरा प्रतिरोध कम हो जाएगा अब जब VGS VGS भी इसका मतलब है 2 पर मेरी प्रतिरोधकता 1 या R2 R1 के प्रतिरोधकता से कम है तो मेरे पास क्या होगा VDS VGS VT और उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन चूंकि VGS VGS 1 यही कारण है कि ढलान 2 ढलान 1 से कम है और जल्दी पिंच ऑफ बंद हो जाएगी आइए एक बार फिर से देखें कि इसका क्या मतलब है अगर मेरे पास यह विशेष समीकरण है जहां मेरा VGS2 VGS1 इसका मतलब है मैं देख रहा हूं कि 2 पर प्रतिरोध एक दाहिनी ओर प्रतिरोध से अधिक है क्योंकि गेट से सोर्स वोल्टेज अधिक है इसका मतलब है कि मैं जो देखूंगा वह है VGS1 पर करंट अधिक होगा क्योंकि प्रतिरोध 2 की तुलना में कम है प्रतिरोध में प्रतिरोधकता अधिक है क्योंकि VGS2 प्रतिरोध प्रतिरोध की तुलना में अधिक होगा जब करंट उस स्थिति में अधिक होगा जब मैं VGS1 को लागू कर रहा हूं जब मैं VGS2 को लागू कर रहा हूं तो मेरा करंट कम होगा आप यहां ग्राफ से यह भी देख सकते हैं कि VGS के अलग अलग मूल्य के लिए मेरे पास VGS VGS2 के बाद से इस VDS के करंट का अलग अलग मूल्य है तो जल्दी पिंच ऑफ से क्या होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा पिंच ऑफ बंद VGS की तुलना में जल्दी होता है अब यदि संतृप्ति क्षेत्र है तो स्थिति क्षेत्र क्या है इसलिए जब मेरा VDS बहुत अधिक है तो मैंने आपको सही बताया कि जब हम VDS पर पहुँचते हैं तो VGS VT मेरे से अधिक ID k 2 फिर मेरे पास क्या होगा मेरा k कुछ भी नहीं है लेकिन यह विशेष मूल्य अब हम समीकरणों को विस्तार से प्राप्त नहीं करने वाले समीकरणों को प्राप्त करने में रुचि नहीं लेते हैं तो अभी आप केवल यह समझते हैं कि यदि यह समीकरण आपको दिया गया है तो आप दिए गए समीकरण से क्या समझ सकते हैं यह विचार है कि समीकरण को वास्तव में प्राप्त नहीं करना है हम एक 2 व्युत्पन्न बाद में देखेंगे लेकिन अभी अगर आप दिए गए हैं समीकरण से समीकरण आप समझ सकते हैं कि ड्रेन की क्या विशेषताएं हैं यदि मैं सोर्स को ड्रेन बदल देता हूं अगर मैं सोर्स वोल्टेज के लिए गेट बदलता हूं तो समग्र चीजें कैसे होंगी कैसे MOSFET का प्रदर्शन बदलने जा रहा है जो विचार ठीक है इसलिए हम स्क्रीन पर वापस जाते हैं जो हम देखते हैं संतृप्ति क्षेत्र है VDS VGS VT ID k 2 k स्थिर है और W l अनुपात पर निर्भर करता है WL अनुपात तब चैनल अनुपात का है और मेरे पास है k के बराबर है स्थिर k ID 2 जो कि ms v2 में दिया गया है अब मैं ट्रायोड क्षेत्र को दाईं ओर बाईं ओर के क्षेत्र में देखना चाहता हूं इसलिए यदि मैं इस विशेष ग्राफ पर विचार करता हूं तो इस विशेष ग्राफ पर विचार करें कि आप वोल्टेज VDS बनाम करंट आईडी वोल्टेज VDS बनाम करंट आईडी क्या देखते हैं हम यह देखते हैं कि यह VGS के विभिन्न मूल्य के लिए VGS के विभिन्न मूल्य के लिए आपको बढ़ाता रहता है अलग देखें करंट यहाँ हम जो देखते हैं वह हम देखते हैं कि यदि आप पिंच ऑफ बंद वोल्टेज को देखते हैं अगर और यदि आप रेखा खींचते हैं जो एक पिंच ऑफ बंद वोल्टेज को यहाँ वापस भेजती है तो VDS संतृप्ति के बाईं ओर सब कुछ आपका ट्रायोड क्षेत्र है ट्रायोड क्षेत्र और VDS VGS VT तो हम लिख सकते हैं ID 2k VDS VDS22 क्या होगा यदि हम कट ऑफ क्षेत्र पर विचार करें जहां कट ऑफ क्षेत्र है जहां कट ऑफ क्षेत्र है यहां हां आपको यह सही ढंग से मिला है यह कहां है यह यहाँ पर है यह इस क्षेत्र में है इसलिए जब VGS VT से बहुत कम है या VT के बराबर कम है तो हमारे पास करंट आईडी 0 है आप य हां देख सकते हैं कि करंट 0 है क्योंकि मेरा VGS VT अब हम n चैनल MOSFET की स्थानांतरण विशेषताओं को देखते हैं तो हम यहाँ क्या देखते हैं आप इसे एक दाईं ओर देखें दाईं ओर देखें मेरे पास क्या है मेरे पास VDS है और मेरे पास यहाँ पर करंट ID है यहाँ ID है अब यह ग्राफ़ आप पहले से ही VGS के विभिन्न मूल्य के लिए सही जानते हैं तो मान लें कि मेरी थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT 2 वोल्ट मैं VT 2 वोल्ट मान रहा हूं तो मेरे द्वार से सोर्स वोल्टेज इसका मतलब है मेरा VGS 2 वोल्ट से अधिक होना चाहिए तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ VGS 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट 7 वोल्ट 8 वोल्ट VGS बढ़ाने के लिए मैं अपने चैनल की धारा को बढ़ाकर अपने चैनल को बढ़ाकर सोर्स वोल्टेज के आधार पर देख सकता हूं यह है ग्राफ यह ग्राफ सही है अगर मैं स्थानांतरण विशेषताओं को बहुत आसान बनाना चाहता हूं तो आपको आईडी बनाम VGS ड्रा करना होगा यही वह प्लॉट है जिसे आपको अभी ड्रा करना है आप 0 से शुरुआती VGS लिखते हैं कि आपने 8 वोल्ट लागू किए थे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तो फिर आप क्या करते हैं आप इस VGS मान को कनेक्ट करें यह 0 मान जहां 0 है यहां से जुड़ा है जहां एक है इसलिए यदि आप VGS 4 वोल्ट देखते हैं तो 4 वोल्ट हमारे पास था 4 वोल्ट यहाँ सही है जहाँ 5 वोल्ट है 5 वोल्ट यहाँ है जहाँ 6 वोल्ट 6 वोल्ट है यहाँ सही है इसलिए अगर मैं कनेक्ट करता हूं अगर मैं इस तरह से कनेक्ट करता हूं तो आप यहां या तो करंट देखते हैं मेरे पास यहां करंट है मेरे पास x दिशाओं में दोनों दिशाओं में करंट है माफ करना मेरे पास y दिशा में दोनों भूखंडों में करंट है और यहां मेरे पास करंट है राइट तो मैं अभी करंट लाइन दस को जोड़ रहा हूँ दस के साथ 9 को 9 के साथ सॉरी 9 के साथ 8 को 8 के साथ 7 को 7 के साथ फिर हमारे पास 6 हैं हमारे पास 5 4 हैं हमारे पास 3 हमारे पास 2 हैं हमारे पास 1 है मैं करंट अक्ष में शामिल हो गया हूं क्योंकि दोनों y अक्ष आईडी हैं सही है अब मुझे क्या करना था मुझे बस वोल्टेज का पता लगाना था तो वोल्टेज VGS 3 वोल्ट के लिए यह कहाँ VGS के बराबर है यहाँ VGS के लिए 3 वोल्ट कहीं 4 वोल्ट यहाँ कहीं 6 वोल्ट यहाँ 8 वोल्ट यहाँ 9 वोल्ट या यहाँ 7 वोल्ट तो अब मुझे बस इस तरह से लाइनों को मिलाना होगा इसलिए यदि आप आईडी बनाम VDS जानते हैं तो आसान है आप आईडी बनाम VGS पा सकते हैं अगर आप आईडी VDS बनाम आप आसानी से आईडी बनाम VGS की हस्तांतरण विशेषताओं को पा सकते हैं इसलिए यदि आप जल्दी से समझना चाहते हैं कि हमने क्या किया है हमने यहाँ क्या किया है कि हमने ID बनाम VDS प्लॉट तैयार किया है अब मैं आईडी बनाम VGS प्लॉट के लिए आईडी बनाम VGS प्लॉट ड्राइंग कर रहा हूं पहली बात मैं यह करूंगा कि इस तरह के दोनों भूखंडों में करंट लाइनें सही हैं यह मैंने किया था अब मैं क्या करूँगा मैं एक वोल्ट 1vtt 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट 7 वोल्ट और 8 वोल्ट से लाइन खींचूंगा यह वोल्ट क्या है यह मेरा VGS है अब यह बहुत आसान है अब मुझे क्या करना था मुझे VGS 3 वोल्ट देखना है मेरा करंट एक है तो मैं यहाँ केवल एक निशान लगाऊंगा फिर एक और VGS 5 वोल्ट मेरा करंट लगभग 2 है इसलिए मैं इसे यहाँ चिन्हित करूँगा जो 6 वोल्ट के बराबर है मेरा करंट 4 सही 4 या हाँ इसके 4 के बराबर है क्या मैं फिर से यहां एक निशान लगाऊंगा तो मेरा VGS 7 मोल्स के बराबर होगा मेरा करंट लगभग 7 मिलीमीटर है इसलिए मैं यहां के बारे में चिह्नित कर रहा हूं जब मेरे VGS 8 वोल्ट मेरे करंट में लगभग 10 मिलीमीटर है इसलिए मैं यहां फिर से अंकन कर रहा हूं अब अगर मैं इस तरह से सभी चिह्नों में शामिल हो जाता हूं अगर मैं इस तरह से सभी चिह्नों में शामिल हो जाता हूं तो मेरी अपनी विशेषताएं हैं अब तीनों क्षेत्रों में कुछ भी नहीं है लेकिन आपका ओमिक क्षेत्र संतृप्ति क्षेत्र जिसे आप VDS जानते हैं VGS VT तथा ID 2 k और फिर वहाँ क्षेत्र काट दिया जाता है इसलिए स्थानांतरण खाता प्राप्त करते समय केवल संतृप्ति क्षेत्र ही संतृप्ति स्तर नियोजित होते हैं क्योंकि ID 2 k तो हमारे पास कोई रैखिक वक्र नहीं होगा हमारे पास कोई रैखिक वक्र नहीं होगा तो यह n चैनल MOSFET की आपकी स्थानांतरण विशेषताएँ हैं अब अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि डिप्लेशन टाइप मॉस ट्रांजिस्टर क्या है डिप्लेशन टाइप मॉस ट्रांजिस्टर तो हम अगली कक्षा को जारी रखेंगे अभी हमने जो देखा है हमने देखा है कि अगर आपको एक चैनल MOSFET और एन्हांसमेंट टाइप MOSFET दिया जाता है तो MOSFET कैसे काम करेगा हम अलग अलग मामलों को कैसे समझ सकते हैं जब हम अलग अलग लागू होते हैं सोर्स वोल्टेज के लिए ड्रेन एन्हांसमेंट टाइप MOSFET के लिए ड्रेन हस्तांतरण विशेषताओं के बारे में क्या हम इस ड्रेन ट्रांसफर की विशेषताओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और जब हम VGS के अलग अलग मूल्य पर विचार करते हैं जब हम VGS के अलग अलग मूल्य पर विचार करते हैं और संतृप्ति वोल्टेज क्या होते हैं क्या कटे हुए वोल्टेज हैं जो कि ट्रायोड क्षेत्र हैं और हम कैसे कर सकते हैं यदि आपको ID बनाम VDS भूखंड दिया जाता है तो हस्तांतरण विशेषताओं को प्लॉट करें तब हम जानते हैं कि एन्हांसमेंट टाइप में आईडी बनाम VDS प्लॉट सोर्स के वोल्टेज में अलग अलग गेट को लागू करके उत्पन्न किया जा सकता है तो हमारे पास ID बनाम VGS प्लॉट हो सकते हैं और हम करंट लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं और फिर हम गेट सोर्स वोल्टेज के लिए वर्टिकल लाइन्स खींच सकते हैं और फिर आप मेरी आईडी बनाम VDS में गेट से सोर्स वोल्टेज के लिए देख सकते हैं मेरा करंट क्या है उसके अनुसार मैं अपने I G बनाम VGS प्लॉट में करंट लगाऊंगा मैं एन्हांसमेंट टाइप MOSFET के लिए अपनी स्थानांतरण विशेषताओं को प्राप्त करता हूं इसलिए अब आपने केवल यह नहीं देखा है कि आप एक चैनल एन्हांसमेंट टाइप MOSFET या n चैनल MOSFET कैसे बना सकते हैं यह भी आप जानते हैं कि आप यह भी जानते हैं कि जब मैं कहता हूं कि जब मैं निर्माण के बारे में बात करता हूं तो यह वास्तविक निर्माण नहीं है प्रयोगात्मक तरीका नहीं है लेकिन कम से कम आप इस सिद्धांत पर देखा जाता है कि आप MOSFET के निर्माण के लिए प्रक्रिया प्रवाह को कैसे डिजाइन कर सकते हैं और फिर हम इस विशेष व्याख्यान में चले गए जहां अब आपने देखा है कि एन्हांसमेंट टाइप MOSFET कैसे व्यवहार करेगा और स्थानांतरण विशेषताएं क्या हैं अगली बार एक अगला व्याख्यान जो हम देखने जा रहे हैं हम डिप्लेशन टाइप एन मास ट्रांजिस्टर को देखने जा रहे हैं और फिर से हम निर्माण को चैनल की विशेषताओं को देखेंगे तो यह नहीं है और यह अगला व्याख्यान नहीं होगा यह उसी व्याख्यान का हिस्सा होगा लेकिन एक अगला मॉड्यूल इसलिए तब तक आप केवल उन चीजों को देखें जो मैंने आपको सिखाई हैं और मैं आपको अगले मॉड्यूल में आप से मुलाकात होगी अलविदा